कोशिका संवर्धन तकनीक की व्याख्यान श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है आज हम आठवें हफ्ते में हैं जो कि आखिरी हफ्ता है इस हफ्ते में हमने 20 से 21 मिनट के छोटे छोटे मॉड्यूल तैयार किये हैं और इन 5 लेक्चर के अलावा अगले हफ्ते में कुछ और अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे जो कि आपको विश्व भर में इस्तेमाल की जाने वाली विकसित तकनीकों या उभरती हुई तकनीकों के बारे में समझने में मदद करेंगे और ये तकनीक आने वाले 20 से 25 साल में कोशिका संवर्धन का चेहरा बदल देंगी और हम आशा करते हैं कि आप उसके लिए तैयार रहें क्यूंकि आपकी पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इन तकनीकों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है तो आज के इस पहले लेक्चर में हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि विभिन्न प्रकार की पेशी कोशिकाओं की कैसे वृद्धि की जा सकती है हमने बात की थी कंकाल पेशियों की हृदय पेशियों की हमने बात की थी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे काम करती है कैसे पेशियों में संकुचन होता है और बहुत कुछ लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है वो ये है कि जो ज़्यादातर उत्तेजनीय टिश्यू जिनमें न्यूरॉन्स कंकाल पेशी हृदय पेशी चिकनी पेशी कुछ अंतःस्त्रावी यानि एंडोक्राइन कोशिकाएं शामिल हैं उनमे न सिर्फ विद्युतीय गतिविधि होती है बल्कि यांत्रिक गतिविधि भी होती है ख़ास तौर पर हृदय सम्बन्धी मायोसाइट्स कंकाल पेशियाँ और हमने आपको कंकाल पेशियों के विकास के बारे में बताया था जिसमे वो छोटी मायोट्यूब्स बनाती हैं और मायोट्यूब्स मायोफाइबर बन जाती हैं और कई मायोफाइबर एक साथ मिलकर पेशियाँ बनाती हैं इसलिए यदि वे संकुचनशील गतिविधि जो कि यांत्रिक गतिविधि है उसको प्रदर्शित करती हैं तो यांत्रिक गतिविधि बल पैदा करती है इसलिए बल के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये किस प्रकार की पेशी हैं दूसरे शब्दों में हम आपको आणविक पक्ष की तरफ ले जाएं जब हम पेशी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था की मांसपेशियां 2 आधारभूत संरचनात्मक प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन या एक्टिन और मायोसिन की बनी होती हैं तो सर्पीतंतु सिद्धांत के अनुसार एक्टीन और मायोसिन चेन एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं हमने आपको बताया था कि आप किसी भी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं और आप ये समझ पाएंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और यदि आप गूगल के माध्यम से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पूछेंगे तो भी आपको समझ आ जायेगा तो ये एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर फिसलना इस बात पर निर्भर करता है कि ये पेशी किस तरह की है इसका क्या मतलब है जिस गति से एक्टिन और मायोसिन के बीच फिसलन होती है वो पेशी की किस्म पर निर्भर करता है दूसरे शब्दों में कहें तो गति निर्धारित करती है कि संकुचन की दर कितनी होगी तो जब हम संकुचन की गति के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में पेशियों द्वारा उत्पन्न किये गए बल के बारे में बात करते हैं तो अब इसे औपचारिक रूप देते हैं और हम आठवें हफ्ते के पहले लेक्चर पर हैं जो हम यहाँ आज करने की कोशिश कर रहे हैं वो है पेशियों द्वारा उत्पन्न किये गए बल को मापना ये कंकाल पेशी हो सकती है यह हृदय संबंधी पेशी या चिकनी पेशी हो सकती है तो आज का जो विषय है वो है कंकाल पेशी हृदय सम्बन्धी पेशी या चिकनी पेशी द्वारा कृत्रिम तंत्र में उत्पन्न किये जाने वाले बल को मापना जिस बात पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है वो ये है कि ये कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल है और ये हृदय सम्बन्धी मायोसाइट या टिश्यू है जो इस तरह का है और ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो ये एक्टिन और मायोसिन हैं जो कि इस तरह से जुड़े हुए हैं उसी तरह से यहाँ भी एक्टिन और मायोसिन हैं और इन एक्टिन और मायोसिन तंतुओं या फिलामेंट के बीच में फिसलन या स्लाइडिंग मोशन होता है और इस फिसलन की वजह से संकुचन होता है जिसके बारे में हमने बात की थी और इस संकुचन की वजह से बल पैदा होता है ये बल कार्डियक टिश्यू यानि हृदय सम्बन्धी ऊतक का अलग होता है और कंकाल पेशियों का अलग होता है तो इसको हम एफ सीएम कहेंगे और इसको एफ एसकेएम अब जो हमारे सामने चुनौती भरा प्रश्न है वो ये है कि इन दोनों बलों को कृत्रिम कोशिका तंत्र में निर्धारित कैसे किया जाए तो ये सब करने का कारण क्या है जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसका औचित्य सिद्ध करना ज़रूरी होता है उदाहरण के तौर पर यदि कोई ड्रग्स की जांच करना चाहता है या पेशियों से संबंधित किसी दुष्पोषण या विकार के लिए मायोट्यूब्स के फीनोटाइप की जांच करना चाहता है तो उसे साधन की ज़रूरत पड़ती है जिस तरह से हमारे पास कोशिका संवर्धन के साधन हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोशिकाएं वृद्धि कर रही हैं या नहीं और वो किस तरह से वृद्धि कर रही हैं ये पता लगाने के लिए विशिष्ट प्रकार के साधन की ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरह से बल मापने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है उदाहरण के लिए आपके पास पेशीय दुष्पोषण और पेशीय विकार वाले चूहे के म्युटेंट यानि उत्परिवर्ती हैं अब आप क्या कर सकते हैं आप मायोट्यूब्स उगाने के लिये इन्हे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मायोट्यूब्स कंकाल पेशी की सबसे छोटी इकाई होते हैं ये मायोट्यूब्स हैं और आप इन्हें डिश में संवर्धन करना चाहते हैं या मान लीजिये कि आप ड्रग्स की जांच करना चाहते हैं तो आपके पास ये कल्चर है और इसमें आप अलग अलग तरह की ड्रग्स मिला देते हैं और आप संकुचन को मापते हैं तो आप ज़रूरी तौर पर जो यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि संकुचन के दौरान पैदा हुए बल को मापने से आप इन सभी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं विश्व स्तर पर अलग अलग तरह की तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है लेकिन आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में साझा करने जा रहे हैं जिसकी प्रौद्योगिकी के विकास का अभिन्न अंग होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसका नाम है माइक्रो फैब्रिकेशन ऑफ़ कैंटीलीवर यानि कैंटीलीवर का सूक्ष्म निर्माण और इस कैंटीलीवर को मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को मापने में उपयोग किया जाता है ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या एमईएमएस आधारित प्रणालियों के तहत आता है जो आजकल अक्सर उपयोग किए जाते हैं आप सभी ने इस शब्द के बारे में कभी ना कभी सुना होगा जिसे बायो एमईएमएस कहते हैं जहां एम का मतलब है माइक्रो ई का मतलब है इलेक्ट्रो एम का मतलब है मेकेनो या मेकेनिकल और एस का मतलब है सिस्टम माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बायो और जब इन एमईएमएस पर एक जैविक घटक एकीकृत है तो ये संभावना है या आपके पास तकनीक है जिससे आप एक सूक्ष्म प्रणाली में यांत्रिक या विद्युतीय घटना को माप सकते है यदि यह एक कोशिका है और हम माइक्रोन आयाम के बारे में बात कर रहे है जो कि 10 माइक्रोन से कम हो सकता है या 10 माइक्रोन हो सकता है 2 माइक्रोन से 10 100 से 500 माइक्रोन हो सकता है तो ये सभी माइक्रो सिस्टम हैं यदि आप और छोटे सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नैनो होगा और तब ये एनईएमएस होगा नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आप जो पुनर्गठन कर रहे हैं वे बहुत छोटी संरचनाएं हैं तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन उपकरणों को किस स्तर पर विकसित कर रहे हैं और ये ऐसे उपकरण हैं जिन पर आप जैविक घटक या बायोलॉजिकल कॉम्पोनेन्ट को एकीकृत कर रहे हैं दूसरे शब्द में कहें तो अगली पीढ़ी के कोशिका संवर्धन में जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे है और जिनके बारे में हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में चर्चा की है और जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे वो हैं माइक्रो फैब्रिकेशन लिथोग्राफी माइक्रो चैनल टेक्नोलॉजी जिसमे हम हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन माइक्रो चैनल प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिनमें हम प्लेनर माइक्रो इलेक्ट्रोड ऐरे के बारे में बात करेंगे और कुछ अध्ययन सामग्री हम आपको देंगे फील्ड एफ्फेक्टर ट्रांज़िस्टर के बारे में या एफ ई टी के बारे में तो हम माइक्रो फैब्रिकेशन से शुरुआत करते हैं वास्तव में माइक्रो फैब्रिकेशन तकनीक क्या है और ये माइक्रो फैब्रिकेशन बहुत आसान कैसे है कुछ ही मिनट पहले हमने आपको बताया था कि हमने माइक्रो कैंटिलीवर सिस्टम इस्तेमाल किया है तो वास्तव में कैंटिलीवर क्या हैं आप सभी ने एएफएम के बारे में सुना होगा तो कैंटिलीवर कुछ इस तरह की संरचनाऐं होती हैं आपने देखा होगा कि कुछ पुलों के बीच में कोई खंभे नहीं होते हैं और पुल इस तरह से लटके होते हैं ऐसा कहा जाता है कि वे कैंटिलीवर सिद्धांत पर काम करते हैं पुराने हावड़ा ब्रिज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो पुल इस तरह का है जिसमे एक भी सहारा नहीं है कुछ इस तरह से तो ये वे पुल हैं जो कैंटिलीवर सिद्धांत पर आधारित हैं दूसरे शब्द में कहें तो सभी बल घटक कुछ इस तरह से काम करते हैं तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दर्शाया गया है कैंटिलीवर अनिवार्य रूप से एक बहुत ही निकटतम सादृश्य है जिसकी कल्पना एक स्विमिंग पूल के माध्यम से कर सकते हैं आपने स्विमिंग पूल में इस तरह के डाइविंग बोर्ड को देखा होगा जिन पर आप खड़े होते हैं और वो इस तरह चलता है आप एक स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड की कल्पना करिये तो अगर यह नीचे स्विमिंग पूल है और ये वो जगह है जहां आपने किसी व्यक्ति को खड़े हुए देखा होगा और ये इस तरह से ऊपर नीचे जाता है और फिर ये व्यक्ति पानी में कूद जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से यह जो लटका हुआ तख्ता है जिस पर व्यक्ति खड़ा होता है उसे एक कैंटिलीवर कहा जाता है जिसे आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं अब मान लीजिये कि हम इस कैंटिलीवर को माइक्रोन स्तर के आकार तक कम कर देते हैं और एक बार जब हम इसे माइक्रोन स्तर कम करते हैं तो हम इसे 200 माइक्रोन कर सकते हैं या 500 माइक्रोन कर सकते हैं या 100 माइक्रोन कर सकते हैं और ये इस पर निर्भर करेगा कि हम कितनी दूर तक जाना चाहते हैं हम 50 माइक्रोन तक भी जा सकते है या 20 तक भी जा सकते हैं और ये सब आपकी जरूरतों और आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा जब हम इस तरह के माइक्रो कैंटिलीवर का विकास करते हैं तो इन्हें एक छोटा यांत्रिक उपकरण या माइक्रो कैंटिलीवर डिवाइस कहा जाता है अब ऐसे माइक्रो कैंटिलीवर उपकरणों का आप उपयोग कर सकते हैं अब सवाल ये है कि आप वास्तव में इस प्रकार की संरचनाओं को कैसे विकसित करते हैं ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप इसे कर सकते हैं हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके के बारे में आपको बताते हैं मान लीजिये आप इस तरह का ब्लॉक या टुकड़ा लेते हैं जैसे कि हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं इसलिए हम सिलिकॉन का उदाहरण दे रहे हैं और फिर आपके पास क्या है आपके पास एक मास्क है जिसमें इस तरह का पैटर्न है तो अब आप मास्क को इस तरह रखते हैं और लेजर या अन्य एचिंग तकनीकों का उपयोग कर के इसे हटाना शुरू कर देते हैं आप लगातार सतह पर एचिंग करते रहते हैं जिससे इस तरह का परिणाम सामने आता है आपके पास माइक्रो कैंटिलीवर ऐरे होगा जो निश्चित रूप से सतह से बाहर निकल जाएगा और जिसमें एक निश्चित मात्रा में गहराई की प्रोफ़ाइल होगी तो इसके साथ एक गहराई वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है और ये यहां देखा जा सकता है यह गहराई है और ये गहराई अलग अलग हो सकती है जो कि फिर से इन नंबरों के बीच कुछ भी हो सकती है और ये इस पर निर्भर करेगा कि आप इसे कितना करना चाहते है यह हजार माइक्रोन भी हो सकता है तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम अभी ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसमें कुछ टिश्यू यानि ऊतकों को एकीकृत करेंगे और देखेंगे कि इस तंत्र में कितनी शक्ति है धन्यवाद